कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हम सॉकेट प्रोग्रामिंग की चर्चा कर रहे थे और आज की कक्षा में भी हम यह चर्चा विस्तार में जारी रखेंगे पिछली कक्षा में हमने यूडीपी सॉकेट देखा हमने विस्तार में यूडीपी सर्वर और यूडीपी क्लाइंट के साथ सॉकेट प्रोग्रामिंग की संकल्पना को देखा साथ ही हमने यह भी देखा कि आप डाटाग्राम सॉक में डाटाग्राम की संकल्पना का प्रयोग करके किस प्रकार यूडीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग से कैसे डाटा ट्रांसफर और डाटा रिसीव कर सकते हैं आज हम देखेंगे कि आप टीसीपी प्रोटोकोल के प्रयोग से यह सब कैसे कर सकते हैं साथ ही हम टीसीपी सर्वर के विभिन्न संस्करण को भी देखेंगे आइए सबसे पहले टीसीपी सर्वर और टीसीपीक्लाइंट का डेमो देखते हैं पहले हम टीसीपी सर्वर के सोर्स को विस्तार में देखते हैं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 यह डॉट और इस फॉर्मेट का प्रयोग हमने इस कोड को लिखने में स्वयं के स्पष्टता के लिए किया है तो यह आपका सी कोड है हमारे पास नेटवर्क से संबंधित एड्रेस है जो कि मेन फंक्शन के पहले इंक्लूड किए गए हैं यूडीपी 1 की तरह मेन फंक्शन में यूडीपी सर्वर जिसकी चर्चा हमने पहले की है तो सबसे पहले हम सर्वर एड्रेस डिक्लेअर कर रहे हैं सर्वर ऐड्रेस वेरिएबल जिसका टाइप है स्ट्रक्ट सॉक एडीडीआर इन scokaddr in तथा सॉकेट आईडी स्टोर करने के लिए फाइल डिस्क्रिप्टर जो कि क्रिएट होगा यह कोड किस प्रकार इस्तेमाल होना चाहिए इसके लिए यह आपका सिंटेक्स है कमांड लाइन आरग्यूमेंट से हम कोड नंबर ले रहे हैं और फिर हम कमांड लाइन आरग्यूमेंट से पोर्ट नंबर ले रहे हैं और इस सॉकेट सिस्टम कॉल से हम सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं पहले की तरह ही यह सॉकेट सिस्टम कॉल ए एफ आई नेट AF INET को प्रोटोकॉल फैमिली की तरह लेता है लेकिन यहां सॉकेट टाइप सॉक डीग्राम के बजाय सॉक स्ट्रीम है और अंत में यह देखिए यह प्रोटोकॉल फील्ड 0 है जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप इसे एक्सप्लोर करें और देखें कि हम प्राय प्रोटोकॉल फैमिली टाइप 0 क्यों प्रयोग करते हैं अगर सॉकेट सफलतापूर्वक क्रिएट नहीं हुआ है तब कुछ एरर्स मैसेज प्रिंट हो रहा है इसके बाद हम सर्वर ऐड्रेस प्रोटोकॉल फैमिली को इनीशिएलाइज कर रहे हैं इसे हम AF INET सेट कर रहे हैं क्योंकि हम IPv4 एड्रेस का प्रयोग कर रहे हैं जिसके बाद हमने सर्वर ऐड्रेस को इनीशिएलाइज किया है सर्वर ऐड्रेस को हम इन ए डी डी आर एनी INADDR ANY ले रहे हैं यह INADDR ANY हमें लोकलहोस्ट का एड्रेस लेने में सहायक होगा इसके बाद होम पोर्ट नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे हमने कंसोल से लिया है तो हमने सर्वर ऐड्रेस को इनीशिएलाइज कर दिया एक बार अगर आपने सर्वर ऐड्रेस को इनीशिएलाइज कर दिया तब आपको इसे सॉकेट के साथ बाइंड करना है अब यहां हम एक बाइंड सिस्टम कॉल मेक कर रहे हैं कई बार बाइंड सिस्टम कॉल फेल हो सकता है क्योंकि अगर आप वह पोर्ट नंबर इस्तेमाल करें जिसे कोई अन्य एप्लीकेशन भी प्रयोग कर रहा हो तो यह हो सकता है कुछ अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से बाइंड सिस्टम कॉल फेल हो सकता है तो अगर बाइंड फेल होता है तो हमारे पास एक मैसेज है "यह बाइंड करने में विफल रहा " अन्यथा बाइंड सफल था यहां बाइंड वही फॉर्मेट लेता है जिसकी चर्चा हमने पहले की है आप देख सकते हैं सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर एड्रेस ऑफ सर्वर क्लाइंट और साइज ऑफ सर्वर ऐड्रेस वेरिएबल अब हम लिसन कॉल इनीशिएट कर रहे हैं यहां लिसन कॉल में हम सॉकेट और सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं आप यह 5 यहां देख सकते हैं यह कनेक्शन की अधिकतम संख्या स्पेसिफाई करता है यानी लिसन कॉल में अधिकतम 5 कनेक्शन बैकलॉग्ड किए जा सकते हैं बैकलॉग कनेक्शन की संकल्पना इस प्रकार है कि सर्वर एक बार में एक क्लाइंट को हैंडल कर सकता है तो जब यह एक क्लाइंट कनेक्शन ले रहा है तो उस दौरान कई क्लाइंट्स एक साथ कोशिश कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर वेब सर्वर जहां 1 सेकंड पर तकरीबन हजारों रिक्वेस्ट आते हैं तो जब सर्वर एक कनेक्शन के लिए लिसन कॉल को एग्जीक्यूट करने में व्यस्त है उस दौरान अन्य कनेक्शन बैकलॉग हो जाएंगे यह पैरामीटर 5 यह स्पेसिफाई करता है कि कितने कनेक्शन बैकलॉग हो सकते हैं इसके बाद पहले की तरह ही हम रीयूज एडीडीआर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सेट सॉक ओपीटी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ताकि एक साथ मल्टीपल कोड के लिए हम पोर्ट नंबर का प्रयोग कर सकें इसके बाद हम इनकमिंग डाटा को स्ट्रीम फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए रिसीव बफर डिक्लेअर कर रहे हैं बफर लेंथ और रिसीव लेंथ यह इंडिकेट करेगा कि कितना डाटा हम ने रिसीव किया है हम क्लाइंट एड्रेस को स्टोर करने के लिए सॉकेट एडीडीआर टाइप वेरिएबल क्लाइंट एडीडीआर वेरिएबल डिक्लेअर कर रहे हैं यह क्लाइंट लेंथ वेरिएबल क्लाइंट ऐड्रेस को स्टोर करता है इस लुप में हम क्या कर रहे हैं हम सर्वर साइड पर एक्सेप्ट कॉल मेक कर रहे हैं अब देखिए टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है यही कारण है कि कनेक्शन की पहल के लिए क्लाइंट साइड से आपको कनेक्ट कॉल मेक करना है तथा सर्वर साइड से एक्सेप्ट कॉल यह टीसीपी प्रोटोकोल का 3 वे हैंड शेकिंग प्रोटोकोल इस्तेमाल करेगा एक्सेप्ट कॉल मेक करने के बाद हम सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर एड्रेस ऑफ द क्लाइंट तथा लेंथ ऑफ द क्लाइंट एड्रेस यह पैरामीटर्स पास कर रहे हैं इसमें अगर एरर आता है तो यह फंक्शन कोई नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा यही कारण है कि आप रिटर्न वैल्यू चेक कर सकते हैं अगर यह 0 से कम है तो इसका मतलब है कोई एरर हुआ है इसके बाद एक बार जब इसने कनेक्शन एक्सेप्ट कर लिया तो हम यह प्रिंट कर रहे हैं कि हमने न्यू कनेक्शन क्लाइंट एड्रेस से रिसीव किया है हम क्लाइंट एड्रेस तथा क्लाइंट पोर्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं इस खास क्लाइंट एड्रेस तथा क्लाइंट पोर्ट से हमने नया कनेक्शन रिसीव किया है और इसके बाद हमारे पास यह लूप है जहां हम नए क्रिएट हुए सॉकेट से डाटा रिसीव कर रहे हैं यहां भी जब आप एक्सेप्ट कॉल मेक कर रहे हैं तो उस एक्सेप्ट कॉल में यह न्यू फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है यह न्यू फाइल डिस्क्रिप्टर सर्वर और क्लाइंट के बीच में एंड टू एंड कनेक्शन की पहल करेगा यह एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर रिटर्न करता है जिसका प्रयोग हम डाटा को सेंड या रिसीव करने में करेंगे जो कि एक सर्वर और संबंधित क्लाइंट के बीच एक सॉकेट या पाइप के लिए स्पेसिफिक होगा तो डाटा रिसीव करने के लिए हम यह रिसीव कॉल मेक करते हैं यहां हम यह न्यू सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर प्रोवाइड करेंगे जिसे आपने एक्सेप्ट कॉल मेक करने के बाद रिसीव किया है इसके बाद डाटा स्टोर करने के लिए रिसीव बफर है बफर लेंथ है और यह पूरी कॉल बाईट्स की उतनी मात्रा रिटर्न करेगी जो रिसीव किया गया है तो यह रिसीव कॉल द्वारा रिटर्न किया जाएगा और यह रिसीव लेन फंक्शन में स्टोर होगा अगर रिसीवलेन 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप क्लाइंट से कोई डाटा रिसीव नहीं कर रहे हैं अतः आप इस कनेक्शन को क्लोज कर सकते हैं अन्यथा आप डाटा प्राप्त करते है और उस डाटा को प्रिंट करते हैं जो आपने सर्वर साइड पर रिसीव कर रहे हैं इसके बाद वस्तुतः जो भी डाटा हमने रिसीव किया है उसे हम इस फंक्शन से क्लाइंट के लिए अपेक्षा कर रहे हैं आपने डाटा रिसीव किया है जोकि रिसीव बफर में स्टोर है और यही डाटा क्लाइंट साइड पर डिकोड किया जाता है तो यह मेरा कोड सर्वर साइड के लिए है आइए अब क्लाइंट साइड का कोड देखते हैं क्लाइंट साइड पर भी प्रक्रिया उसी प्रकार से चल रही हैं यहां हम एक नया सॉकेट क्रिएट कर रहे हैं और नया सॉकेट क्रिएट करने के बाद क्लाइंट साइड पर हम सर्वर आईपी या सर्वर होस्ट नेम और कमांड लाइन आरग्यूमेंट से पोर्ट ले रहे हैं सर्वर ऐड्रेस क्रिएट करने के लिए हम कमांड लाइन आरग्यूमेंट का प्रयोग कर रहे हैं सर्वर एड्रेस को हमने एक वेरिएबल स्ट्रक्ट सॉक एडी डीआर के तौर पर डिक्लेअर किया है इस वेरिएबल में हम सर्वर ऐड्रेस पुट कर रहे हैं हम सर्वर आईपी प्राप्त कर रहे हैं गेट होस्ट बाय नेम यह फंक्शन होस्ट नेम से होस्ट आईपी रिटर्न करता है तो हम यहां प्राप्त कर रहे हैं और फिर हम सर्वर एड्रेस को सर्वर एडीडीआर वेरिएबल में पुट कर रहे हैं सर्वर एडीडीआर वेरिएबल को हम ऑल जीरो इस प्रकार इनीशिएलाइज कर रहे हैं ताकि सर्वर एड्रेस फैमिली एएफआई नेट AF INET IPv4 का प्रयोग कर सके फिर आप देख सकते हैं यह एच ए डी डी आर और यह फील्ड जिसका प्रयोग हम संबंधित सर्वर एड्रेस और पोर्ट नंबर प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं अब आप क्लाइंट साइड पर कनेक्शन की पहल के लिए कनेक्ट कॉल मेक कर रहे हैं तो यह कनेक्ट कॉल सर्वर एड्रेस के साथ सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर सेंड करता है जिसको हमने पहले भी देखा है यह टीसीपी थ्री वे हैंड शेकिंग प्रोसीजर के प्रयोग से सर्वर के साथ कनेक्शन इनीशिएलाइज करता है कनेक्ट सिस्टम कॉल के सक्रिय होने के बाद आपने सर्वर के साथ कनेक्शन इनीशिएलाइज कर दिया है आपने डाटा सेंड करने के लिए सेंड फंक्शन को कॉल किया है तो यहां हम एक मैसेज " हैलो देयर " क्रिएट कर रहे हैं और इस मैसेज को सर्वर को सेंड कर रहे हैं जैसा कि आपने सर्वर कोड में देखा है जहां सर्वर वास्तव में इसे क्लाइंट को सेंड कर देता है तो यह मैसेज सेंड करने के बाद आप इसे रिसीव कर रहे हैं यहां हम एक बफर डिक्लेअर कर रहे हैं जो कि एक कैरेक्टर अरे है इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हम कैरेक्टर अरे या स्ट्रिंग के रूप में डाटा प्राप्त करेंगे इसलिए हम यह बफर डिक्लेअर कर रहे हैं और इसके बाद हम रिसीव कॉल मेक कर रहे हैं सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर पर हमने यह रिसीव कॉल मेक किया है ताकि हम सर्वर साइड से डाटा प्राप्त कर सकें सर्वर कोड में जैसा कि आपने देखा है कि जो डाटा आप सेंड कर रहे हैं वास्तव में सर्वर उसे वापस सेंड कर देता है यहां आप यह हैलो देयर फंक्शन सेंड कर रहे हैं तो यह हैलो देयर फंक्शन वापस किया जाएगा आप डाटा रिसीव करेंगे और फिर डेटा रिसीव करने के बाद आप इस डाटा को कंसोल पर प्रिंट करते हैं तो क्लाइंट साइड पर यह कोड है आइए टीसीपी सर्वर और टीसीपी क्लाइंट इन दोनों को को कंपाइल और रन करके देखते हैं पहले टीसीपी सर्वर को और टीसीपी क्लाइंट कंपाइल करते हैं तो पहले हम सर्वर को रन करेंगे इसके लिए हमें पोर्ट ऐड्रेस को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता है यहां हम पोर्ट ऐड्रेस 2444 यह दे रहे हैं और आप देख सकते हैं सर्वर कर रहा है क्लाइंट साइड से सर्वर कर रहा है तो आप देख सकते हैं यह मेरी मशीन में रन कर रहा है सर्वर होस्ट नेम और संबंधित सर्वर पोर्ट जो कि यहां हमने 2444 प्रयोग किया है इनको मैं लोकल होस्ट के तौर पर दे रहा हूं इसने यह मैसेज रिसीव किया है और आप सर्वर साइड पर देख सकते हैं इसने 127001 के आईपी और पोर्ट नंबर 47676 के लोकल मशीन से नया कनेक्शन रिसीव किया है इसने हैलो देयर मैसेज रिसीव किया है यह मैसेज वापस प्राप्त किया गया है और क्लाइंट ने मैसेज रिसीव किया है अगर आप क्लाइंट को पुनः रन करते हैं तो देखिए इसने पुनः हेलो देर मैसेज रिसीव किया है और आप देख सकते हैं इसने पोर्ट नंबर 47678 पर अन्य कनेक्शन रिसीव किया है अगर आप इसे पुनः रन करते हैं तो आप देखिए यह पुनः एक अन्य पोर्ट का प्रयोग कर रहा है जिसका नंबर 47680 है यही बात हमने यूडीपी सर्वर की स्थिति में भी देखी थी जहां परिचित पोर्ट को सर्वर स्वयं यह घोषणा करता है लेकिन क्लाइंट को यह करने की आवश्यकता नहीं क्लाइंट साइड से कनेक्शन की पहल करने के लिए क्लाइंट वास्तव में किसी भी यादृच्छिक पोर्ट का प्रयोग करता है यह कोड वैल्यू हम यहां देख सकते हैं यह एक प्रकार का टीसीपी सर्वर है और टीसीपी क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन है जहां टीसीपी सर्वर इंप्लीमेंटेशन में हम इसे एक प्रकार का इटरेटिव सर्वर कहते हैं इसे हम इटरेटिव सर्वर क्यों कहते हैं क्योंकि अगर आप इसके कोड में देखें मैं पहले इसका कोड ओपन कर लूं यहां आप यह कनेक्शन देखेंगे यहां पर हम व्हाईल लूप बना रहे हैं जिसमें हमें कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर मल्टीपल क्लाइंट इक्वेशंस एक साथ आ रहे हो तो उस स्थिति में यह किस प्रकार कार्य करता है ऐसे में पहले एक क्लाइंट को लिया जाएगा और उस कनेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा इसके बाद दूसरे क्लाइंट को लिया जाएगा और उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा फिर तीसरे को लिया जाएगा और उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा इस प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया चलती है यही कारण है कि हम ऐसे सर्वर इंप्लीमेंटेशन को इटरेटिव सर्वर इंप्लीमेंटेशन कहते हैं जहां पर क्लाइंट रिक्वेस्ट एक के बाद एक एग्जीक्यूट किए जाते हैं यहां पर आप यह नोट कर सकते हैं क्यों क्योंकि अगर आप एक ऐसे सर्वर को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वेब सर्वर जहां आपके पास प्रति सेकंड तकरीबन हजारों रिक्वेस्ट आते हो तो ऐसे में इस प्रकार के इटरेटिव सर्वर का इंप्लीमेंटेशन बहुत उपयोगी नहीं होगा उस स्थिति में आपको क्लाइंट रिक्वेस्ट समानांतर क्रम में हैंडल करना होगा अन्यथा सर्वर स्किल स्केल अप नहीं होगा अब हम देखेंगे कि आप सॉकेट प्रोग्रामिंग की मदद के प्रयोग सेऑपरेटिंग सिस्टम के मल्टीपल प्रोसेसेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग की संकल्पना से वास्तव में पैरेलल सर्वर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेसेस की समझ नहीं है तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंसेप्ट का विस्तृत अध्ययन करें कॉन्करेंट सर्वर और पैरेलल सर्वर इंप्लीमेंटेशन को देखने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे यह हमने पहले भी देखा है कि आप ऐसे कई कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं हमने इस सॉकेट प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क या इन एपीआई को पहले ही देखा है कॉन्करेंट सर्वर की संकल्पना कुछ इस प्रकार की है जहां कई क्लाइंट सर्वर से एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर कई क्लाइंट सर्वर से एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस स्थिति में आप इसे कैसे हैंडल करेंगे इसका एक तरीका यह है कि आप इटरेटिव सर्वर का प्रयोग करें लेकिन यह हमने देखा है कि इटरेटिव सर्वर बहुत उपयोगी नहीं है इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस की संकल्पना का प्रयोग करते हुए पैरेलल सर्वर को इंप्लीमेंट करते हैं यह कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए आपके पास एक सर्वर प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सॉकेट है अब आप एक फोर्क सिस्टम कॉल मेक कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में यह फोर्क सिस्टम कॉल चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आप एक कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं तब आप एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए इस फोर्क सिस्टम कॉल को मेक कर सकते हैं जो क्योंकि वास्तव में डाटा ट्रांसमिशन और एक चाइल्ड कनेक्शन से डाटा रिसेप्शन को हैंडल करेगा अगर आप यह नहीं कर रहे हैं बल्कि आप वह कर रहे हैं जिसे हमने पहले की प्रक्रिया में किया है यानी जो हम व्हाईल लूप में इटरेटिव सर्वर के रूप में इंप्लीमेंट करते थे तब उस स्थिति में सर्वर तब तक डाटा सेंड या रिसीव करता रहता है जब तक यह कनेक्शन क्लोज ना कर दे किस स्थिति में कनेक्शन ब्लॉक रहता है यानी जब तक पहला कनेक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक सर्वर दूसरे कनेक्शन को हैंडल करने की स्थिति में नहीं होता यही कारण है कि इस स्थिति में जब भी नया कनेक्शन आ रहा है तो आप फोर्क सिस्टम कॉल मेक करते हैं और फोर्क सिस्टम कॉल मेक करने के बाद आपके पास एक चाइल्ड प्रोसेस होता है यह चाइल्ड प्रोसेस सर्वर प्रोसेस का हिस्सा होता है लेकिन यह चाइल्ड एक सॉकेट क्रिएट करेगा यह हमने देखा है कि जब आप सर्वर साइट पर एक्सेप्ट कॉल मेक करते हैं तो इसके बाद यह नया सॉकेट आईडेंटिफायर रिटर्न करता है जोकि क्लाइंट को डाटा सेंड या रिसीव करने में प्रयुक्त होता है तो आप चाइल्ड सॉकेट को वह खास न्यू सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर पास करते हैं जोकि डाटा ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को समानांतर क्रम में हैंडल करेगा विस्तृत तौर पर बात यह है कि आप सभी कनेक्शंस को एक के बाद एक प्राप्त करेंगे लेकिन अन्य कनेक्शंस को वेटिंग क्यू रखकर हमारे इंडिविजुअल कनेक्शन के सेंड और रिसीव फंक्शनैलिटी के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगे इसलिए आप एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करते हैं जिसे हम चाइल्ड सॉकेट भी कहते हैं तो जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट आप प्राप्त कर रहे हैं उनमें प्रत्येक इंडिविजुअल क्लाइंट के सेंड और रिसीव डाटा फंक्शनैलिटी को यह चाइल्ड सॉकेट हैंडल करेगा तो इटरेटिव सर्वर का हमारा यह इंप्लीमेंटेशन था जो हमने किया था हमारे पास एक व्हाईल लूप है और इस व्हाईल लूप में आप एक एक्सेप्ट कॉल मेक कर रहे हैं आपके पास यह सेंड और रिसीव है यह अपर्याप्त है क्योंकि जब तक आपने सेंड और रिसीव फंक्शनैलिटीज को कंप्लीट नहीं किया है तब तक आप इससे बाहर नहीं आप आएंगे और साथ ही ना ही आप आने वाले न्यू कनेक्शन के लिए एक्सेप्ट कॉल मेक कर पाएंगे ना प्राप्त कर पाएंगे इंटरएक्टिव सर्वर काम कैसे करता है अगर आप इसमें देखें तो आप देखेंगे कि यह लिसन कॉल है यह फ्लैग सेट करता है इसका मतलब है सॉकेट लिसनिंग स्टेट में है तथा यह बैकलॉग कनेक्शन की संख्या अधिकतम सेट करता है और यह आपने पहले भी देखा है इसके बाद एक्सेप्ट कॉल है जब तक की एक न्यू कनेक्शन कनेक्शन क्यू में ना आ जाए और एक्सेप्ट ना हो जाए तब तक यह रिसीविंग सॉकेट को ब्लॉक करता है तो यह एक्सेप्ट कॉल एक ब्लॉकिंग कॉल है यानी जब तक आप क्लाइंट साइड से एक कनेक्ट कॉल मेक ना कर ले तब तक सिस्टम यहां प्रतीक्षा करता रहता है अतः इसलिए यह एक ब्लॉकिंग कॉल है न्यू कनेक्शन के एक्सेप्ट हो जाने के बाद एक न्यू सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर मान लीजिए कनेक्शन एफ डी यह रिटर्न होता है और यह कनेक्टिव सॉकेट में डाटा को रीड या राइट करने के लिए अथवा सेंड और रिसीव करने के लिए प्रयुक्त होता है अन्य सभी कनेक्शन जो कि इस दौरान आते हैं सभी कनेक्शन क्यू में बैकलॉग हो जाते हैं क्योंकि डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए व्हाईल लूप में प्रोसेस व्यस्त होता है करंट कनेक्शन सॉकेट के हैंडल हो जाने के बाद अगला एक्सेप्ट कॉल कनेक्शन क्यू में अगर कोई अगला इनकमिंग कनेक्शन हो तो उसे एक्सेप्ट करता है अन्यथा अगले कनेक्शन के आने तक रिसिविंग सॉकेट को ब्लॉक करता है व्हाईल लूप के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के बाद ही आप यहां अगले कनेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर इस मोबाइल ब्लॉक को देखें तो वास्तव में यहां पर फ्रेंड और रिसीव कॉल पर सब कुछ ब्लॉक्ड हो चुका है हम इस इटरेटिव सर्वर को कॉन्करेंट सरवर तक विस्तारित करते हैं इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि प्रत्येक इनकमिंग सॉकेट की पैरेलल प्रोसेसिंग हो जिससे एक्सेप्ट कॉल अधिक आवृत्ति के साथ एग्जीक्यूट हो तो यहां हम करते क्या हैं यहां आप देखते हैं कि हम एक्सेप्ट कॉल मेक कर रहे हैं जो कि न्यू सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर रिटर्न कर रहा है इसके बाद हमने सफलतापूर्वक क्लाइंट कनेक्शन एक्सेप्ट किया है और उसके बाद हम एक फोर्क सिस्टम कॉल मेक कर रहे हैं पेरेंट प्रोसेस पर यह फोर्क सिस्टम कॉल यह चाइल्ड प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है और चाइल्ड प्रोसेस पर यह 0 रिटर्न करता है जब भी आप फोर्क सिस्टम कॉल मेक कर रहे हैं और अगर फोर्क सिस्टम कॉल 0 रिटर्न कर रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप चाइल्ड प्रोसेस में है यह चाइल्ड प्रोसेस करता क्या है यह सर्वर सॉकेट जो की ओरिजिनल सॉकेट है उसे क्लोज करता है यह उस न्यू सॉक एफडी सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर का प्रयोग करेगा जो आपके पास डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए है चूकि अब सभी कम्युनिकेशन न्यू सॉकेट के माध्यम से होंगे इसलिए आप ओल्ड सॉकेट को क्लोज करते हैं इसके बाद आप बफर को इनीशिएलाइज करते हैं इसमें मैसेज को कॉपी करते हैं या सेंड और रिसीव इत्यादि जो आप चाहें करते हैं अब देखिए यहां पर क्या होगा और ब्लॉक में जो भी है यह समांतर क्रम में एग्जीक्यूट होगा पेरेंट प्रोसेस के लिए यह रिटर्न फॉल्स रिसीव करेगा क्योंकि पेरेंट प्रोसेस में फोर्क चाइल्ड प्रोसेस का आईडी रिटर्न करता है और चाइल्ड प्रोसेस में फोर्क 0 रिटर्न करता है अब आप फिर पेरेंट प्रोसेस में वापस आएंगे और यह पेरेंट प्रोसेस पुनः यहां आएगा और अगला एक्सेप्ट कॉल मेक करेगा अब यह पैरंट प्रोसेस को सेंड और रिसीव फंक्शनैलिटीज की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं अब यह चाइल्ड प्रोसेस के द्वारा नियंत्रित होंगे आइए इसका डेमो देखते हैं यहां हम क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन पहले की तरह ही है हम केवल सर्वर इंप्लीमेंटेशन पर परिवर्तन करेंगे सर्वर इंप्लीमेंटेशन पर अगर आप देखें तो हमने संपूर्ण कोड को पहले के जैसा ही रखा है आप यहां देख सकते हैं हम सर्वर ऐड्रेस डिक्लेयर कर रहे हैं इसके बाद सॉकेट कॉल है इसके बाद सर्वर ऐड्रेस फील्ड पर ऐड्रेसेस इनीशिएलाइज कर रहे हैं फिर हम बाइंड कॉल मेक करते हैं जिस पोर्ट पर सर्वर वास्तव में लिसन कर रहा है उस पोर्ट के अनाउंसमेंट के लिए लिसन कॉल मेक करते हैं फिर पहले के जैसे ही सेट सॉकेट ओ पी टी कॉल मेक करते हैं इसके बाद इस व्हाईल लूप में जहां आप कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं यहां हम एक न्यू कनेक्शन एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि इस चाइल्ड एफ डी को जा रहा है जहां हम एक न्यू फाइल डिस्क्रिप्टर क्रिएट कर रहे हैं इसके बाद आप देखिए हम फोर्क कॉल मेक कर रहे हैं अतः आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं यह इंट फोर्क रिट इक्वल टू फोर्क int forkret fork तो हम एक फोर्क सिस्टम कॉल मेक कर रहे हैं जो कि चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करेगा मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की संकल्पना का विस्तार में अध्ययन करें यहां हमारे पास इसकी चर्चा का प्रावधान नहीं है तो जब भी आप फोर्क सिस्टम कॉल मेक कर रहे हैं तो यह पूरा कोड चाइल्ड प्रोसेस पर भी कॉपी हो जाएगा अब चाइल्ड प्रोसेस क्या करेगा चाइल्ड प्रोसेस में फोर्क कॉल 0 रिटर्न करेगा और पेरेंट्स प्रोसेस में फोर्क कॉल चाइल्ड प्रोसेस का आईडी रिटर्न करेगा यदि इस रिटर्न वैल्यू के साथ आप एक इफ लूप बनाते हैं और अगर रिटर्न वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप चाइल्ड प्रोसेस में है चाइल्ड प्रोसेस में कोड का यह हिस्सा एग्जीक्यूट होगा अब आप देखिए यह दूसरा व्हाईल लूप जो वास्तव में डाटा सेंडिंग और रिसीविंग का व्यवहार करता है यह चाइल्ड प्रोसेस में ही है यह यहां इस इफ ब्लॉक में है क्या हम इंडोर रिसीव कॉल मेक कर रहे हैं सर्वर साइड पर हम इसे समानांतर क्रम में हैंडल कर रहे हैं सर्वर साइड में यह इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि सर्वर में पेरेंट सॉकेट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि पेरेंट सॉकेट चाइल्ड का आईडी रिटर्न करेगा जोकि 0 के बराबर नहीं है यह हिस्सा सिर्फ चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा चाइल्ड प्रोसेस अब डाटा सेंडिंग और डाटा रिसिविंग से व्यवहार कर रहा है लेकिन पेरेंट प्रोसेस इस से बाहर आ सकता है दूसरे व्हाईल लूप में पेरेंट प्रोसेस ब्लॉक नहीं हो रहा है यह इससे सीधे तौर पर बाहर आ सकता है और अगले कनेक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है आइए इसको रन करते हैं इसको पहले कंपाइल करते हैं मैं यहां पर माइनस ओ लिख रहा हूं इसे फोर्क सर्वर नाम देते हैं अब इसे रन करते हैं हमें इसे पोर्ट देना है इस समय मान लिया हम पोर्ट 2555 देते हैं अब मेरा सर्वर रन कर रहा है क्लाइंट वही टीसीपी क्लाइंट है जिसका हमने पहले प्रयोग किया है आइए यहां से हम कनेक्शन इनीशिएट करते हैं मान लीजिए किसी दूसरे टाइप से कोई अन्य कनेक्शन इसमें हम ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए संभव है हम पैरेलल एग्जीक्यूशन को अनुभव नहीं कर पाएंगे लेकिन यहां क्या हो रहा है एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ और यह इंडिविजुअल रिक्वेस्ट जो हम सेंड कर रहे हैं उसको हैंडल करता है आप देखते हैं हमने यहां इस टैब में कुछ क्लाइंट एग्जीक्यूशन किया है और साथ ही एक अन्य टैब में भी किया है और इसके संबंध में आप अलग सूट पर कनेक्शन प्राप्त कर रहे हैं और यह सभी समानांतर क्रम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं ओरिजिनल पेरेंट प्रोसेस के बजाय एक चाइल्ड प्रोसेस में यह हैंडलिंग हो रही है अब हमारे पास चर्चा करने के लिए एक अन्य दिलचस्प तथ्य है ok तो अब तक हमने क्या देखा हमने यह देखा कि हम एक प्रकार का सर्वर इंप्लीमेंटेशन कॉन्करेंट सर्वर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अब आप एक एप्लीकेशन मान लीजिए पियर पियर चैट एप्लीकेशन के बारे में विचार कीजिए यानी कई लोग एक दूसरे के साथ मैसेज सेंड और रिसीव करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है हमारे पास चैट मैसेज डिलीवरी के लिए कोई सेंट्रल सर्वर नहीं है यूनिक्स में यह प्रत्येक कनेक्शन को एक फाइल डिस्क्रिप्टर की तरह मेंटेन करता है जो कि हमने पहले ही देखा है अब उस दौरान चैट सर्वर में आपके पास एक टिपिकल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्टैंडर्ड इनपुट से डाटा रीड करने की आवश्यकता होती है तो आपको कुछ टाइप करने की आवश्यकता होती है तो उस दौरान आप डाटा रिसीव कर रहे हैं या मान लीजिए आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप जब भी कुछ टाइप कर रहे हैं तो यह स्टैंडर्ड इनपुट यह एक फाइल डिस्क्रिप्टर है एसटीडी आई एन फाइल डिस्क्रिप्टर के अनुसार यूनिक्स में तभी कुछ फाइल है एक सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी समय पर की बोर्ड के द्वारा किया गया इनपुट भी एक फाइल डिस्क्रिप्टर है इस स्थिति में अब यह प्रश्न उठता है कि आप इसे हैंडल कैसे करेंगे क्योंकि आपका डाटा कई स्रोत से आ रहा है आप सॉकेट से डाटा प्राप्त कर रहे हैं साथ ही आपकी बोर्ड से भी डाटा इंटर कर रहे हैं तो ऐसे में जब मैसेज कम्युनिकेशन असिंक्रोनस है तो आप स्विच कैसे करेंगे तो आप जब टाइप कर रहे हो तब आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं तो हम यहां सिस्टम कॉल की संकल्पना का प्रयोग करते हैं जोकि पुनः ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर का एक सिस्टम कॉल है सिलेक्ट सिस्टम कॉल यह मल्टीपल फाइल डिस्क्रिप्टर से सेलेक्ट करता है जो कि एक साथ कई फाइल डिस्क्रिप्टर को हैंडल करने का एक कॉन्करेंट तरीका है भले ही एक साथ कई फाइल डिस्क्रिप्टर एक सिंगल प्रोसेस से आए हो आप सॉकेट से डाटा प्राप्त कर सकते हैं जो कि एक प्रकार का फाइल डिस्क्रिप्टर है साथ ही की बोर्ड फाइल डिस्क्रिप्टर से भी डाटा प्राप्त कर सकते हैं अब तक हमने क्या देखा है आईटरेटीव सर्वर इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जब तक आपने रीड ओर राइट कॉल कंप्लीट ना कर लिया हो तब तक एक्सेप्ट कॉल ब्लॉक रहता है और यह हमने पहले भी किया है देखिए तब क्या होगा जब इनकमिंग कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप मल्टीपल रीड और राइट एक्टिविटीज कर रहे हो और अन्य कलेक्शन ब्लॉक्ड है तथा कनेक्शन क्यू की प्रतीक्षा कर रहे हो तब वो अकाल सकते हैं सिलेक्ट ही इस ब्लॉकिंग को ब्रेक करने का तरीका है ब्लॉकिंग को ब्रेक करने का एक तरीका यह है कि पैरेलल इंप्लीमेंटेशन के प्रयोग से इसे ब्रेक किया जा सकता है और दूसरा तरीका है सिलेक्ट सिस्टम कॉल के प्रयोग से भी इसे ब्रेक किया जा सकता है सिलेक्ट सिस्टम कॉल के प्रयोग में लाभ यह है कि आपको मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है आपको जोंबीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं चाइल्ड प्रोसेसेस इसमें यह समस्या होती है कि अगर कभी पेरेंट्स प्रोसेस किल्ड हो जाता है अथवा स्टॉप हो जाता है तब चाइल्ड प्रोसेस ज़ोंबी हो जाता है सिलेक्ट सिस्टम कॉल में आपको जोंबी के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं और इसलिए आप संसाधन का अधिक कार्य क्षमता के साथ प्रबंधन कर सकते हैं सिलेक्ट सिस्टम कॉल कुछ और नहीं बल्कि एक मल्टीप्लैक्सर है देखिए होता क्या है कि आपके पास मल्टीपल फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं आपके पास कुछ तय सिगनल्स तथा टाइम आउट है इन सभी मल्टीपल फाइल डिस्क्रिप्टर्स में से यह एक को सिलेक्ट करता है वस्तुतः यह पता करता है कि इन सभी फाइल डिस्क्रिप्टर्स में से वर्तमान में कौन एक्टिव है और फिर उस एक्टिव फाइल डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करता है यहां आप सिलेक्ट सिस्टम कॉल का फॉर्मेट देख सकते हैं इस सिलेक्ट सिस्टम कॉल में आप फाइल डिस्क्रिप्टर्स की संख्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहां आप देख सकते हैं यह दिए गए तीनों सेट में फाइल डिस्क्रिप्टर्स की अधिकतम संख्या प्लस वन है यह हमारे पास तीन अलग अलग फाइल डिस्क्रिप्टर्स के सैट् हैं इनपुट रीड करने के लिए रीड फाइल डिस्क्रिप्टर आउटपुट पर कुछ राइट करने के लिए राइट फाइल डिस्क्रिप्टर और एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट फाइल डिस्क्रिप्टर यह फाइल डिस्क्रिप्टर्स एक प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जिन्हें एफडी सेट कहते हैं और इसमें हमारे पास एक टाइम आउट वेल्यू है टाइम आउट वेल्यू वह है यानी यदि आप इस फाइल डिस्क्रिप्टर से टाइम आउट वेल्यू के लिए कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो यह इससे बाहर आ जाएगा यह वास्तव में आपको असिंक्रोनस इनपुट पर सिंक्रोनस आईओ IO मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड कर रहा है जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि आपका इनपुट असिंक्रोनस हो सकता है जब आप टाइप कर रहे हो तो उस दौरान आप सॉकेट पर मैसेज प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यह आपको एक टाइम इंस्टेंस पर मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड करता है ताकि आप की बोर्ड या सॉकेट में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकें तो आपके पास तीन अलग अलग फाइल डिस्क्रिप्टर्स हैं प्रत्येक फाइल डिस्क्रिप्टर की निगरानी होती है रीड फाइल डिस्क्रिप्टर की निगरानी इसलिए होती है ताकि यह देखा जा सके कि कैरेक्टर रीड करने के लिए उपलब्ध है या नहीं राइट फाइल डिस्क्रिप्टर की निगरानी इसलिए होती है ताकि यह देखा जा सके कि राइट करने के लिए स्पेस उपलब्ध है या नहीं तथा एक्सेप्शनल कंडीशन के लिए एक्सेप्शनल फाइल डिस्क्रिप्टर की निगरानी होती है अब हमारे पास टाइम आउट वेल्यू है यह जो इंटरवल है सिलेक्ट इसे वेटिंग को ब्लॉक करना चाहिए ताकि फाइल डिस्क्रिप्टर रेडी रहे सिलेक्ट कॉल ब्लॉक ही रहता है या तो फाइल डिस्क्रिप्टर रेडी होता है या सिग्नल हैंडलर अथवा टाइम आउट के एक्सपायर होने की स्थिति की वजह से कॉल इंटरप्ट होता है इनमें से किसी भी स्थिति में यह सिलेक्ट से बाहर आ जाता है जब भी कोई फाइल डिस्क्रिप्टर रेडी होता है तब यह सिलेक्ट कॉल से बाहर आ जाता है यानी यह कॉल किसी अन्य सिग्नल द्वारा इंटरप्ट किया गया है या टाइम आउट हुआ है तो टाइम आउट सेट करने का यह प्रोसीजर है जिसमें आप टाइम आउट का मान सेकंड या माइक्रो सेकंड के रूप में प्रोवाइड करते हैं आप फाइल डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट को कैसे पास करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं हम सबसे पहले फाइल डिस्क्रिप्टर को इनीशिएलाइज करते हैं इसे सेट एफडी सेट करते हैं जो कि यहां एफडी 0 यह फिक्स साइज का बिटमैप है इसके बाद हम एफडी सेट को कॉल में करते हैं यदि यह एफडी सेट एक फाइल डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करता है मान लीजिए माय सॉकेट जिसे मैंने डिफाइन किया है और संबंधित फाइल डिस्क्रिप्टर जहां सॉकेट ऐड किया जा रहा है तो यह बिट इस सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर को इंगित करता है जो कि सेट होगा इसका मतलब है यहां कुछ डाटा उपलब्ध है के बाद आप सिलेक्ट कॉल को मेक करते हैं यह सेलेक्ट काम कैसे करता है यह सभी फाइल डिस्क्रिप्टर्स को देखता है और प्रत्येक फाइल डिस्क्रिप्टर के लिए यह पोल मेथड को कॉल करता है यह पोल मेथड यह जांच करने के लिए है कि कुछ उपलब्ध है या उस फाइल डिस्क्रिप्टर पर कोई इवेंट प्रतीक्षा कर रहा है उस स्थिति में यह फाइल डिस्क्रिप्टर वेट क्यू में कॉलर को ऐड करेगा और रिटर्न करेगा कि कौन सा इवेंट फाइल डिस्क्रिप्टर के लिए वर्तमान में अप्लाई होगा यदि यह रीड फाइल डिस्क्रिप्टर है तो यह रीडेबल है या नहीं यदि यह राइट फाइल डिस्क्रिप्टर है तो यह रायटेबल है या नहीं अथवा कहीं कोई एक्सेप्शन हुआ है अगर इनमें से कोई भी फाइल डिस्क्रिप्टर कंडीशन को मैच करता है या यूजर जो रीड राइट या एक्सेप्शन देख रहा है तो सिलेक्ट उचित फाइल डिस्क्रिप्टर सेट जो यूज़र ने पास किया है इसको अपडेट करके फौरन रिटर्न करेगा अगर ऐसा नहीं है तो टाइम आउट होने तक सिलेक्ट स्लिप को जाएगा टाइम आउट होने की स्थिति में यह सिलेक्ट कॉल से बाहर आ जाएगा टाइम आउट की सीमा के अंदर अगर कोई इवेंट होता है तो यह एफडी सेट को मेक करके बाहर आ जाता है उस इंटरवल के दौरान अगर किसी भी फाइल डिस्क्रिप्टर में कोई दिलचस्प इवेंट होता है तो फाइल डिस्क्रिप्टर पर प्रतीक्षा कर रहा सिलेक्ट अपने वेट क्यू को सूचित करेगा इसके कारण सिलेक्ट में स्लीपिंग थ्रेड वेक अप होता है और यह पूर्व में बताए गए लूप को रिपीट करेगा और यह देखेगा कौन सा फाइल डिस्क्रिप्टर यूजर को रिटर्न करने के लिए रेडी है अगर आप सेलेक्ट के रिटर्न वैल्यू को देखें तो हमारे पास 3 वैल्यू होते हैं अगर यह माइनस 1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं कोई एरर हुआ है अगर यह 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि टाइम आउट हुआ है और अगर यह 0 से अधिक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सॉकेट की संख्या को बताता है जिनमें इवेंट्स पेंडिंग है इवेंट्स यानी रीड राइट्स या एक्सेप्शन सिलेक्ट के रिटर्न करने के बाद आप फंक्शन एफडी सेट का प्रयोग यह जांच करने के लिए कर सकते हैं कि फाइल डिस्क्रिप्टर सेट का हिस्सा है या नहीं आप यह जांच कर सकते हैं कि फाइल डिस्क्रिप्टर सेट हुआ है या नहीं अगर फाइल डिस्क्रिप्टर सेट नहीं हुआ है इसका अर्थ यह है यदि यह रीड फाइल डिस्क्रिप्टर है तो आपके पास रीड करने के लिए कुछ है या अगर यह राइट फाइल डिस्क्रिप्टर है तो आपके पास राइट करने के लिए कुछ है आइए एक कोड देखते हैं जो सिलेक्ट कॉल का प्रयोग करता है हम इस सिलेक्ट के साथ उसी टीसीपी सर्वर इंप्लीमेंटेशन का प्रयोग करेंगे इस कोड का आधार पहले के जैसा ही है हम यहां सर्वर साइड पर सर्वर ऐड्रेस बाइंड कॉल लिसन कॉल और सेट सॉक ओपीटी कॉल डिक्लेअर कर रहे हैं इसके बाद हम फाइल डिस्क्रिप्टर डिक्लेअर कर रहे हैं यहां हम यह डिक्लियर कर रहे हैं कि हमारे पास अधिकतम 16 अलग अलग फाइल डिस्क्रिप्टर हो सकते हैं और यह एफडी लेन यह रिटर्न करता है कि ऐसे कितने फाइल डिस्क्रिप्टर हैं जो वर्तमान में सेट हैं या एक्टिव है हम सेट ऑफ फाइल डिस्क्रिप्टर को डिक्लेअर कर रहे हैं और अधिकतम फाइल डिस्क्रिप्टर की संख्या वर्तमान में सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर के बराबर है व्हाईल लूप में हम सबसे पहले फाइल डिस्क्रिप्टर को इनीशिएलाइज करते हैं यहां हम केवल रीड फाइल डिस्क्रिप्टर का प्रयोग करने जा रहे हैं क्योंकि हम सॉकेट से डाटा रीड करने जा रहे हैं और यह हम इस एफडी सेट कॉल के माध्यम से इसे सेट कर रहे हैं हम रीड फाइल डिस्क्रिप्टर को संबंधित सॉकेट से सेट कर रहे हैं जिसे हमने डिफाइन किया है अथवा यह वह सॉकेट है जहां सर्वर वास्तव में लिसन कर रहा है हम उपलब्ध फाइल डिस्क्रिप्टर पर लूप कर रहे हैं कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई न्यू कनेक्शन प्राप्त कर रहे हैं तो हम इसे फाइल डिस्क्रिप्टर सेट में ऐड कर रहे हैं इसके बाद हम एक सिलेक्ट कॉल मेक कर रहे हैं जैसा कि हमने पहले देखा है कि वहां हम कोई टाइम आउट वेल्यू नहीं दे रहे हैं और चूकि हम कोई टाइम आउट वेल्यू नहीं दे रहे हैं इसलिए यह अनंत अंतराल तक प्रतीक्षा करता रहता है जब भी कोई इवेंट होगा तब यह बाहर आएगा यह हम इस फाइल डिस्क्रिप्टर के साथ इनीशिएलाइज कर रहे हैं जब भी कोई न्यू कनेक्शन आएगा तब यह इस ग्रुप के माध्यम से इस फाइल डिस्क्रिप्टर पर आएगा और इसके बाद यह प्रतीक्षा करता रहेगा जब कोई इवेंट होगा तब ओल्ड फंक्शन ट्रिगर होगा और तब यह ओल्ड फंक्शन यह रिटर्न करेगा कि रीड फाइल डिस्क्रिप्टर में कोई इवेंट है या नहीं इवेंट का मतलब यह है कि एक विशेष सॉकेट डाटा रीड करने के लिए रेडी है या नहीं इसके बाद यदि सिलेक्ट रिटर्न करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई सॉकेट डाटा रीड करने के लिए रेडी है तब आप एफडी सेट के प्रयोग से यह चेक करते हैं कि वह विशेष सॉकेट डाटा रीड करने के लिए रेडी है या नहीं अगर सॉकेट डाटा रीड करने के लिए रेडी है तो आप कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए एक एक्सेप्ट कॉल मेक करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि कोई कनेक्शन प्रतीक्षा कर रहा है और आप इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं कनेक्शन एक्सेप्ट करने के बाद इस प्रकार हम चाइल्ड फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज कर रहे हैं और फिर इस फाइल डिस्क्रिप्टर लुप में इसे ऐड कर रहे हैं वह सभी फाइल डिस्क्रिप्टर जिसे आपने ऐड किया है उनको आप इस एफडी सेट में लुप में ले लेते हैं देखिए यहां पर पहले हम क्या कर रहे हैं जब भी कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है तो सिलेक्ट कॉल के प्रयोग से हम यह जांच करते हैं कि कोई न्यू कनेक्शन आया है अगर यह न्यू कनेक्शन है तो हम इस न्यू कनेक्शन को हमारे पास उपलब्ध फाइल डिस्क्रिप्टर सेट में ऐड करते हैं अगर हमारे पास फाइल डिस्क्रिप्टर नहीं है तो हम इसे एक्जिस्टिंग फाइल डिस्क्रिप्टर से लेते हैं जो कि प्रयोग में आने के लिए रेडी हो अब हम क्या करते हैं जो हमारे पास फाइल डिस्क्रिप्टर्स उपलब्ध हैं और जो प्रयोग में आने के लिए रेडी हो हम उन्हें देखते हैं लेकिन इसके पहले हम रिसीव कॉल मेक करते हैं डाटा प्राप्त करते हैं और इसके बाद यहां पर डाटा रिटर्न करते हैं अगर यह रिसीव लेन 0 के बराबर हो तो इसका मतलब यह हुआ आप कोई डाटा रिसीव नहीं कर रहे हैं आप फाइल डिस्क्रिप्टर को क्लोज करते हैं तथा इससे फाइल डिस्क्रिप्टर सेट से क्लियर करते हैं तो यह इसकी पूरी संकल्पना है और इसके बाद आप सामान्य प्रोसीजर में डाटा सेंड करते हैं वास्तव में बात यह है कि जब भी आप एक न्यू कनेक्शन प्राप्त कर रहे हो मान लीजिए यहां हम फाइल डिस्क्रिप्टर्स के सेट में एक न्यू कनेक्शन ऐड कर रहे हैं और इसके बाद हम फाइल डिस्क्रिप्टर को लुप में ले रहे हैं ताकि यह पता लगा सके कि किसके पास कुछ तय डाटा है और अगर किसी के पास तय डाटा है तो हम डाटा को वापस सेंड कर रहे हैं अब इस कोड को रन करते हैं सबसे पहले हम इसे कंपाइल करते हैं तो इसके लिए हम उसी क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन का प्रयोग करने जा रहे हैं जो हमारे पास है इस क्लाइंट इंप्लीमेंटेशन में हम कोई परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं अब मेरा सर्वर सिलेक्ट पर रन करता है मैं इसे पोर्ट 2666 दे रहा हूं अब देखिए यह क्लाइंट साइड से रन कर रहा है अब आप डाटा सेंड करते हैं आप कुछ डाटा सेंड करते हैं इसने यहां इसे रिसीव किया है कार्य की समाप्ति पर यह कनेक्शन क्लोज हो जाता है आप इसे पुनः एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप इसे पुनः एक अलग पोर्ट से देखते हैं वही प्रक्रिया हम ऑब्जर्व करते रहते हैं यानी इसमें डाटा रिसीव किया है इसे डिकोड करते हैं और क्लाइंट को वापस सेंड करते हैं और इसके बाद कनेक्शन को क्लोज करते हैं एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं अगर आप एक पोर्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जहां सर्वर रन नहीं कर रहा है आप देख सकते हैं पोर्ट 2666 पर सर्वर रन कर रहा है अगर आप इसे कनेक्ट करना की कोशिश करते हैं तो कनेक्ट कॉल से यह कनेक्शन रिफ्यूज मैसेज प्राप्त करेगा क्योंकि पोर्ट 2555 पर वर्तमान में कोई भी सर्वर नहीं कर रहा है तो टीसीपी सर्वर पर यह हमारी पूरी चर्चा थी हालांकि मैं आप को समझाने के क्रम में काफी तेज गति से चल रहा था मेरा यह अनुमान था कि आपको सी प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम की मौलिक समझ है मैं यह पूरा कोड आपके साथ साझा करूंगा और मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कोर्ट को ब्राउज़ करें और उन ट्यूटोरियल्स को भी देखें जिन्हें हमने साझा किया है अगर आपको कहीं पर कोई शंका हो तो कृपया फोरम में बेझिझक अपनी जिज्ञासा आप पोस्ट करें इस सॉकेट प्रोग्रामिंग के साथ आप अपना स्वयं का एप्लीकेशन डिवेलप कर सकते हैं हम जिस चैट सरवर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आप उसको इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं मैं आपको सलाह दूंगा आप इसे देखें और ऐसे अन्य एप्लीकेशंस को आप स्वयं सॉकेट प्रोग्रामिंग के विभिन्न संस्करण की सहायता से इंप्लीमेंट करें आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद अगली कक्षा में और उसके आगे हम पुनः टीसीपी आईपी प्रोटोकोल स्टैक के सैद्धांतिक पहलुओं को देखेंगे आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद